इस पाठ में हम ऑप एम्प सर्किट के एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू को देखते है यानी हम जाँच कर रहे है कि क्या ऑप एम्प वास्तव में नेगेटिव फीडबैक में है क्योंकि ऑप एम्प के इनपुट टर्मिनलों के बीच वर्चुअल शॉर्ट का महत्वपूर्ण गुण तभी मान्य होता है जब ऑप एम्प नेगेटिव फीडबैक में हो अब मैं उस सर्किट को लेती हूँ जो हमने पहले देखी है यह डिफरेंस टर्म Vd है और A0 ऑप एम्प का गेन है जिसका अर्थ है कि आउटपुट A0 Vd है मैं यहां Vi अप्लाई करती हूं और मैं वहां से Vout प्राप्त करती हूं अब तक यह स्पष्ट हो गया होगा कि जब मैं कहती हूँ कि मैं यहाँ Vi अप्लाई करती हूँ तो इसका अर्थ है कि यह इस बिंदु और ग्राउंड के बीच में है और इसी तरह जब मैं कहती हूं कि इस नोड पर Vout उपलब्ध है तो वास्तव में इसका मतलब इस बिंदु और ग्राउंड नोड के बीच है वोल्टेज हमेशा दो बिंदुओं के बीच मापा जाता है जब केवल एक बिंदु निर्दिष्ट किया जाता है तो इसका मतलब है कि कहीं कुछ रेफरेन्स नोड है जो अन्य बिंदु बनाता है और आप कोई नोड और रेफरेन्स नोड के बीच वोल्टेज अंतर निर्दिष्ट करते है हम विश्लेषण से जानते है कि यदि ये रेसिस्टर्स R और R है तो V0 Vi k×1 1k A0 है और जैसे ही A0 की ओर जाता है यह k के बराबर हो जाता है यह मूल्य एक आइडियल ऑप एम्प के साथ है अब मैं सर्किट में एक बहुत ही मामूली परिवर्तन करती हूँ यानी मैं केवल ऑप एम्प के टर्मिनलों को उलट दूंगी यानी V0 k पहले नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा था अब मैं पॉजिटिव टर्मिनल सेजोड़ती हूं Vi पहले ऑप एम्प के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा था अब Vi ऑप एम्प के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है तो मैं बस इनपुट फ्लिप करती हूं आप कल्पना कर सकते है कि यह कुछ ऐसा है जो आसानी से हो सकता है सर्किट को वायरिंग करते समय आप इन दो वायर्स को आपस में बदल देते है ऑप एम्प की परिभाषा अभी भी निश्चित रूप से वही है Vd को ऑप एम्प के पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल में परिभाषित किया गया है और ऑप एम्प का आउटपुट A0Vd होगा जहाँ A0 धनात्मक संख्या है यह एक बड़ी धनात्मक संख्या है और यह एक नियंत्रण स्रोत के अनुरूप होगा जो Vd को एम्पलीफाई करता है अब मैं इस सर्किट का विश्लेषण करती हूं जो कि पिछले सर्किट का बहुत ही मामूली परिवर्तन है अब मेरा Vd इस पोलेरिटी में होगा क्योंकि Vd को ऑप एम्प के पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल में परिभाषित किया गया है और निश्चित रूप से V0 केवल A0×Vd होगा तो मेरे पास क्या है V0 जो कि A0 Vd है जो इस बार यह वोल्टेज माइनस वह वोल्टेज होगा जो कि V0k Vi है इसलिए अगर मैं इसे पुनर्व्यवस्थित करती हूं तो मुझे A0×Vi A0 k 1×V0 के बराबर मिलेगा तो VoVi A0 A0 k 1 के बराबर होगा याद रखें पहले अंतर केवल इतना था कि हमारे पास वहां 1 था इसे k 11 kA0 के रूप में भी लिखा जा सकता है इससे पहले भाजक 1kA0 था अब यह बहुत महत्वपूर्ण रूप से भिन्न नहीं दिखता है क्योंकि हम ऐसे मामलों पर विचार कर रहे है जब kA0 बहुत कम है क्योंकि ऑप एम्प का गेन A0 बहुत ज्यादा है जब kA0 बहुत कम होता है तो यह व्यंजक और साथ ही पहले का व्यंजक k के बराबर होगा या लगभग k के बराबर होगा मैं इसे व्यवस्थित रूप से लिखती हु VoVi के लिए एक्सप्रेशन मूल रूप से k1kAo था और ऑप एम्प साइन्स को उलटने के साथ यह k1 kAo है और डिफरेन्स वोल्टेज Vd जो Vi Vo k के बराबर है जो मूल रूप से k Ao1k Ao×Vi है यह मूल मामला था और ऑप एम्प साइन्स को उलटने के साथ ऑप एम्प इनपुट वोल्टेज Vd Vo k Vi है जो k Ao1 k Ao×Vi के बराबर है अब विचार करें कि प्रत्येक मामले में Vd क्या है पहले मामले में यह Vi Vok था ऑप एम्प साइन्स को उलटने के साथ यह Vo k Vi था और Vi के संदर्भ में यह या तो यह या वह हो जाता है फिर से ऐसा नहीं लगता कि वहाँ पर बहुत अंतर है क्योंकि यह kA0 कहीं भी 1 से बहुत कम होने की उम्मीद है और अंत में जैसा कि A0 ∞ की ओर जाता है अर्थात् जैसा कि ऑप एम्प एक आइडियल ऑप एम्प होता है दोनों ही मामलों में V0 Vi k के बराबर होगा क्योंकि यह टर्म यहाँ या यह टर्म वहाँ गायब हो जाती है तो इस विश्लेषण को देखने से ऐसा लगता है कि आपके पास चाहे जो भी ऑप एम्प इनपुट साइन्स हों सर्किट उसी तरह से काम करेगा यहाँ बहुत कम अंतर है यदि kA0 11000 है तो यह संख्या उस संख्या से थोड़ी छोटी होगी इसी तरह डिफरेन्स वोल्टेज Vd किसी भी मामले में बहुत छोटा है क्योंकि यह kA0 के समानुपाती होता है और अंत में A0 ∞ की ओर जाता है ये दोनों k के आइडियल मान की ओर प्रवृत्त होते है लेकिन यह बस उस तरह से काम नहीं करता है इसलिए मूल सर्किट हमारे इरादे के अनुसार काम करता है और यदि आप वास्तव में ऑप एम्प इनपुट साइन्स कोरिवर्स करके सर्किट का निर्माण करते है तो यह इस तरह से बिल्कुल भी काम नहीं करेगा और इस मामले में यह Vd एक बड़े मूल्य पर बदल जाता है इसलिए आप ऑप एम्प का उपयोग इसके साइन्स को रिवर्स करके नहीं कर सकते है हालांकि यह बीजगणित आपको बताता है कि दोनों ही मामलों में Vd बहुत छोटा है और यदि A0 ∞ की ओर जाता है तो Vd 0 की ओर जाएगा ऑप एम्प इनपुट अभी भी वर्चुअली शॉर्टेड होंगे जो इस बीजगणित से आता है इस एक्सप्रेशन में यदि A0 ∞ की ओर जाता है तो यह डिफरेन्सवोल्टेज Vd 0 होगा ऐसा लगता है कि ऑप एम्प इनपुट अभी भी वर्चुअली शॉर्टेड है लेकिन वे नहीं होंगे यदि आप वास्तव में इस सर्किट को निर्माण करते है तो आप पाएंगे कि यदि ऑप एम्प साइन्स को उलट दिया जाता है तो Vd एक बहुत बड़े मान में बदल जाता है वास्तव में यह बड़े मूल्य के लिए क्यों विचलन करेगा हम यहां विश्लेषण नहीं कर पाएंगे क्योंकि ऑप एम्प का हमारा मॉडल जो सिर्फ एक नियंत्रण स्रोत है एक सरलीकृत मॉडल है इसमें ऑप एम्प के कोई भी डायनामिक्स शामिल नहीं है यदि आप इसमें ऑप एम्प के डायनामिक्स डालते है और इसका विश्लेषण करते है तो आप देखेंगे कि डिफरेन्स वोल्टेज बहुत बड़े मूल्य पर बदल जाता है इसलिए महत्वपूर्ण अंतर यह है कि जिस तरह से हमने मूल रूप से सर्किट को उत्पन्न किया है ऑप एम्प नेगेटिव फीडबैक में है और ऑप एम्प साइन्स उलट होने के साथ ऑप एम्प पॉजिटिव फीडबैक में है जब ऑप एम्प नेगेटिव फीडबैक में होता है तो उसके इनपुट वर्चुअली शॉर्टेड होते है बेहद महत्वपूर्ण अवधारणाएं आपको यह तय करने में सक्षम होना चाहिए कि किसी दिए गए सर्किट में ऑप एम्प नेगेटिव फीडबैक में है या पॉजिटिव फीडबैक में यदि यह नेगेटिव फीडबैक में है तो इसके इनपुट वोल्टेज के बीच का अंतर बहुत छोटा होगा यदि ऑप एम्प का गेन बहुत बड़ा है और 0 होगा यानि दोनों के बीच वर्चुअल शार्ट होगा यदि ऑप एम्प का गेन ∞ में जाता है यदि ऑप एम्प पॉजिटिव फीडबैक में है तो इनमें से कोई भी सत्य नहीं है इसके इनपुट वोल्टेज के बीच का अंतर बहुत बड़ा होगा और यह एक अनुपयोगी सर्किट होगा कुछ अन्य सर्किट है जो ऑप एम्प में पॉजिटिव फीडबैक का उपयोग करते है लेकिन सभी प्रकार के सर्किट जिन्हें हम मानते है वे लिनियर सर्किट है जैसे कि एम्पलीफायर और हमें सर्किट में सभी ऑप एम्प्स के आसपास नेगेटिव फीडबैक की आवश्यकता होती है इसलिए हमें व्यवस्थित रूप से जाँच करने की एक विधि की आवश्यकता है कि कोई ऑप एम्प नेगेटिव फीडबैक में है या नहीं तो ध्यान रखें कि ऑप एम्प के इनपुटसाइन्स मनमाने नहीं है भले ही आपको बताया जाए कि ऑप एम्प आइडियल है जैसा कि मैंने सबसे पहले A0 के सीमित मूल्य के साथ आश्वासन दिया था यदि A0 बहुत बड़ा है तो ऐसा लगता है कि परफॉरमेंस के बीच मूल साइन्स के साथ और उलटे साइन्स के साथ बहुत छोटा अंतर है दोनों ही मामलों में जैसे A0 ∞ की ओर जाता है इनपुट वर्चुअली शॉर्टेड हो जाता है लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है यह केवल ऑप एम्प के अपर्याप्त मॉडलिंग के कारण ऐसा प्रतीत होता है यदि आप ऑप एम्प के सभी डायनामिक्स को मॉडल करते है तो आप पाएंगे कि यदि ऑप एम्प पॉजिटिव फीडबैक में है तो इसके इनपुट के बीच का डिफरेंस वोल्टेज बहुत बड़े मूल्य पर बदल जाता है और हमें वह सभी अच्छे सर्किट व्यवहार नहीं मिलेंगे जो हमारे पास पहले थे